नमस्कार इसलिए अंतिम व्याख्यान में हम जो देख रहे थे उसे जारी रखने के लिए मुझे केवल अंतिम वर्ग से मुख्य टेकअवे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं इसलिए हमने देखा कि एक संरचनात्मक टाइपोलॉजी के रूप में चिनाई एक है जो संपीड़न के तहत कुशल है और इसका काफी उपयोग किया जाता है हमने देखा कि मेहराब और यहां तक कि लंबी संरचनाएं सामग्री की इस अच्छी संपीड़ित ताकत के कारण संभव हैं तो यह निश्चित रूप से कुछ है जिसे आपको उचित विचार देना चाहिए हालाँकि यह तनाव के तहत कमजोर है और यह प्रत्यक्ष तनाव नहीं है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन तनाव जो सनकीपन के कारण होता है पार्श्व बल और गुरुत्व बलों के संयोजन के कारण या तो स्वयं का भार या परिणामी की विलक्षणता तो यह एक महत्वपूर्ण कमजोरी है और आधुनिक दिन का समाधान प्रबलित चिनाई के लिए जाना है लेकिन अतीत में यह चिनाई को मजबूत करने के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि दीवारों को इस तरह से आयाम देकर कि आप संयोजन के कारण थ्रस्ट लाइन है पार्श्व बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों को क्रॉस सेक्शन के मध्य तीसरे के भीतर रहना आवश्यक है हमने साधारण संतुलन देखा जो दिखाया गया था और इस मध्य तीसरे को क्रॉस सेक्शन की कर्न के रूप में भी जाना जाता है तो जब तक परिणामी कर्न के भीतर है तब तक यह क्रॉस सेक्शन में शुद्ध संपीड़न है तो यह है यह एक अवधारणा है जिसे हमने पिछली कक्षा में देखा था हमने यह भी देखा कि जब आपके पास पार्श्व क्रियाएं होती हैं जब आपके पास भूकंप से प्रेरित पार्श्व बल होते हैं या आपके पास पवन क्रिया होती है जो पार्श्व बल होती है तो चिनाई इसके विमान की प्रतिक्रिया के संदर्भ में अधिक प्रतिरोधी होती है विमान प्रतिक्रिया के बजाय विमान की प्रतिक्रिया के संदर्भ में चिनाई की दीवार अधिक प्रतिरोधी है इसलिए यह कमजोरी है जहां तक दीवार का संबंध है इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और जब आप तब सिस्टम स्तर पर आगे बढ़ते हैं यदि आप पार्श्व बलों के तहत चिनाई वाली बिल्डिंग सिस्टम की अभिन्न कार्रवाई चाहते हैं तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कनेक्शन का ध्यान रखा जाए कनेक्शन महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यदि आप कनेक्शन की दीवार से दीवार के कनेक्शन और दीवार से फर्श के कनेक्शन तक का ध्यान रखते हैं तो आप इन प्लेन का उपयोग कर सकते हैं जो विमान की चिनाई वाली दीवारों में अच्छा है इसलिए यह वही है जो हमने कल के व्याख्यान में देखा था इसलिए आज हम जो देखेंगे वह इस समझ के साथ है कि आधुनिक चिनाई के निर्माण प्राचीन चिनाई के निर्माणों से कैसे भिन्न हैं और हम यह भी देखेंगे कि हम चिनाई को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं चिनाई इकाइयों से दीवारों तक दीवारों स्तंभों स्तंभों बीम फर्श जैसे विभिन्न तत्वों और फिर चिनाई प्रणालियों के वर्गीकरण के रूप में इसलिए आज हम यही देखेंगे जहां तक प्राचीन भवन प्रणालियों का सवाल है हमने थ्रस्ट लाइन की इस अवधारणा की जांच की इसलिए अधिकांश पारंपरिक निर्माणों में यह मोटी दीवारें मोटी परिधीय दीवारें होती हैं जो वास्तव में प्रतिरोध प्रदान करती हैं यहां तक कि पार्श्व बलों को भी गुरुत्वाकर्षण के तहत हाँ आपके पास बड़े पैमाने पर क्रॉस सेक्शन हैं लेकिन क्रॉस सेक्शन की व्यापकता स्पष्ट हो जाती है एक बार जब आप समझते हैं कि यह वास्तव में पार्श्व प्रतिरोध प्रदान कर रहा है ठीक है और कई मामलों में यदि पार्श्व जोर अपर्याप्त है तो दीवारें भी कूदी हैं तो आपके पास नियमित अंतराल पर बट्रेस होंगे यह एक ऐसा तरीका है जिसमें सिस्टम पर आने वाले पार्श्व बलों की देखभाल के लिए ज्यामिति को बदल दिया जाता है आमतौर पर यदि आप प्राचीन निर्माणों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि योजनाओं में खुले स्थान बड़े पैमाने पर परिधीय दीवारें और आंतरिक भाग में आपके पास स्तंभ हो सकते हैं और ये शायद लकड़ी के स्तंभ लकड़ी के पोस्ट पत्थर के स्तंभ हैं जो अतिरिक्त रूप से मौजूद हैं अब ये वास्तव में कोई पार्श्व समर्थन प्रदान नहीं करते हैं जैसे कि हम स्टील या प्रबलित कंक्रीट में एक पल का विरोध करने की उम्मीद करेंगे ये मुख्य रूप से छत का समर्थन करने के लिए हैं और इंटीरियर में मौजूद हैं और किसी तरह से जुड़े हुए हैं शायद परिधीय दीवारों पर आराम कर रहे हैं लेकिन वे कोई पार्श्व संयम प्रदान नहीं करते हैं इसलिए इस तरह के निर्माण के लिए पार्श्व संयम प्रदान करने का काम फिर से इन विशाल परिधीय दीवारों पर वापस आता है तो यह है कि उनकी कल्पना कैसे की गई थी और यदि आपके पास लंबी इमारतें हैं यदि आपके पास लंबी इमारतें हैं तो निश्चित रूप से अंतिम दीवारें जिन्हें ऑर्थोगोनल दिशा में वापसी की दीवारों के रूप में संदर्भित किया जाता है ये जरूरी नहीं कि पूरे के लिए पार्श्व प्रतिरोध प्रदान करें लंबी दीवारों की लंबाई वे सिरों पर प्रतिरोध प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन जैसा कि आप लंबी दीवारों के मध्य की ओर आते हैं आपको इन अंत दीवारों द्वारा पार्श्व दिशा में संयम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आप वास्तव में लंबी दीवारों के विमान प्रतिक्रिया से बहुत गरीब हैं तो यह है कि आम तौर पर इन खुले फर्श के पारंपरिक निर्माण की कल्पना की गई थी और इसलिए दीवार को वास्तव में था मेरा मतलब है कि प्रणाली को वास्तव में प्रतिरोध पर निर्भर करना होगा जो कि विशाल परिधीय दीवार प्रदान करेगा और थ्रस्ट लाइन एक स्पष्टीकरण है जिसे आप कर सकते हैं यह समझने के लिए कि इन प्रणालियों ने वास्तव में कैसा प्रदर्शन किया अब यदि हम पार्श्व बलों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में आधुनिक निर्माणों की जांच करने वाले थे बड़ा अंतर यह है कि हम बड़े पैमाने पर दीवारों को नहीं देख रहे हैं हम उन दीवारों को देख रहे हैं जो अधिक से अधिक पतले होते जा रहे हैं और हमारे पास अन्य प्रणालियां हैं जो पार्श्व प्रतिरोध की देखभाल करती हैं यह कि इस पार्श्व प्रतिरोध को प्रदान करने के लिए आवश्यक है इसलिए यह अतिप्रभावी प्रभाव है कि पार्श्व बलों के लिए एक संरचना का विषय है पार्श्व बल का सामना करना पड़ दीवारों दोनों द्वारा अनुबंधित किया जाता है दाएं दीवारें जो बल के लंबवत होती हैं जिन्हें हम विमान की दीवारों और दीवारों से बाहर निकलने के लिए संदर्भित करते हैं पार्श्व बल पवन बल या भूकंप बल की दिशा के समानांतर तो आपके पास आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं आपके पास इन प्लेन की दीवारें हैं और प्लेन की दीवारों के बाहर अब इस तरह की प्रणाली में एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए तुरंत कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है क्योंकि आपको एक साथ काम करने के लिए इन प्लेन की दीवारों और प्लेन की दीवारों के बाहर की आवश्यकता होती है अब यह एक ऐसी चीज है जिसकी हमने पहले जांच की थी और यदि ये कनेक्शन खराब हैं तो इन दीवारों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति है और जो अवांछनीय है यदि आपके पास सकारात्मक कनेक्शन दीवार से दीवार कनेक्शन और दीवार से फर्श और दीवार से छत के कनेक्शन तक में अच्छे कनेक्शन हैं तो आपको अभिन्न कार्रवाई मिलती है तो अब निर्भरता क्रॉस दीवारों और दीवार पर दोनों का सामना करना पड़ता है जो विमान से लोड या बाहर है तो यह इन दोनों का एक संयोजन है जो पार्श्व बलों का विरोध करने वाला है यही कारण है कि आज आधुनिक निर्माण की परिकल्पना की गई है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि परिधीय दीवारें या मुख्य भार वहन करने वाली दीवारें बड़े पैमाने पर पार नहीं होती हैं अनुभाग आप क्रॉस सेक्शन को अनुकूलित करना शुरू कर सकते हैं और यही कारण है कि आधुनिक निर्माणों में आपको उच्च पतला अनुपात मिलता है सामग्री में अर्थव्यवस्था है जो एक प्रभाव के रूप में उत्पन्न होती है ठीक है इसलिए यदि आप एकल मंजिला आधुनिक एकल मंजिला लोड असर वाली इमारतों को देखना चाहते हैं तो वे कैसे हैं उनकी कल्पना कैसे की जाती है और इस तरह के निर्माणों में भार प्रतिरोध दोनों गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व भार है तो हम वास्तव में उन दीवारों की बात कर रहे हैं जो फ्रीस्टैंडिंग दीवारें हैं स्वतंत्र रूप से खड़ी हैं क्योंकि आपके पास एक स्थिति हो सकती है जहां आपके पास एक कठोर डायाफ्राम है जो छत के रूप में शीर्ष पर बैठा है लेकिन आपके पास ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां आपके पास नहीं है भारी कठोर डायाफ्राम कि छत प्रणाली ही है पार्श्व की स्थिरता अंत की दीवारों के माध्यम से प्राप्त की जाती है तो आपके पास अंत दीवारें हैं जो लंबी दीवारों के लिए पार्श्व प्रतिरोध प्रदान करती हैं और आपके पास पर्याप्त संख्या में क्रॉस दीवारें हैं तो क्रॉस दीवारों का एक संयोजन जिसे ब्रेसिंग दीवारों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है क्योंकि पार्श्व बलों के खिलाफ ब्रेडिंग और अंत की दीवारें आवश्यक पार्श्व प्रतिरोध प्रदान करती हैं लेकिन आपके पास कनेक्टिंग तत्वों का एक पूरा नेटवर्क भी है जो बॉन्ड बीम और लिंटेल बीम हैं तो एक प्रकार का वृक्ष स्तर पर आप सभी दीवारों के बीच और फर्श स्तर पर छत या फर्श के स्तर पर कनेक्शन लेंगे आपके पास फिर से ये बीम हैं जिन्हें बॉन्ड बीम के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि वे ऑर्थोगोनल दीवारों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ संरचना के विभिन्न तत्वों को एक तत्व के इस प्रकार का उपयोग करके एक साथ रखा जाता है रूफ डायाफ्राम जो भी छत डायाफ्राम हो यह एक स्टील ट्रस छत हो सकती है यह एक प्रबलित कंक्रीट फर्श प्रणाली हो सकती है जो भी छत का डायाफ्राम हो छत के डायाफ्राम की भी भूमिका होती है जब तक कि दीवारों के साथ साथ अच्छी तरह से जुड़ा होता है इसलिए इस परिदृश्य में जब छत का डायाफ्राम चिनाई वाली इमारत की अभिन्न कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर देता है तो डायाफ्राम की कठोरता हम जिस चीज का उल्लेख कर रहे हैं वह डायाफ्राम मामलों की समतल कठोरता है तो आपके पास एक छोर की दीवारों और ब्रेसिंग से आने वाले ऐसे सिस्टम में पार्श्व स्थिरता है ब्रेडिंग दीवारें या क्रॉस दीवारें आपके पास ये निरंतर बीम हैं ये बांड बीम हैं जो पूरे निर्माण के माध्यम से चलेंगे इसलिए यदि आप वास्तव में देखते हैं तो यह बॉन्ड बीम होगा जो लिंटेल स्तर पर चल रहा है और जैसा कि आप देखते हैं यह सभी लोड असर वाली दीवारों पर चल रहा है यही महत्वपूर्ण बात है तो एक सिंगल लिंटेल राइट यह लिंटेल स्तरों पर है तो एक सिंगल लिंटेल जिसे हम आम तौर पर एक ओपनिंग के ऊपर प्रदान करते हैं एक बॉन्ड बीम के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेगा कुछ ऐसा नहीं होगा जो वास्तव में सभी ऑर्थोगोनल दीवारों को एक साथ जोड़ रहा है तो हम वास्तव में एक तन्यता का विरोध करने वाले तत्व की बात कर रहे हैं जो निरंतर है और सभी दीवारों को एक साथ पकड़े हुए है वह दूसरा तत्व है जो बंधन और लिंटेल बीम है यह लिंटेल स्तर पर हो सकता है यह उस पर हो सकता है यह प्लिंथ स्तर लिंटेल स्तर छत के स्तर पर प्रदान की जाती है और यदि आपके पास ऊपर की मंजिल है तो आप देहली स्तर पर भी प्रदान करते हैं तो आपके पास यह है जो वास्तव में सिस्टम की पार्श्व स्थिरता में योगदान दे रहा है और अंत में छत डायाफ्राम और इस कमरे में डायाफ्राम अगर यह संरचना में पार्श्व भार प्रतिरोध में महत्वपूर्ण योगदान देता है तो विमान में कठोरता या हम क्या डायाफ्राम कार्रवाई के रूप में संदर्भित महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्लेन में कितना कठोर है अगर यह अपने प्लेन में लचीला है तो लेटरल एक्शन के कारण डायफ्राम में इन प्लेन विकृति होगी लेकिन अगर यह प्लेन में कठोर है जब लेटरल एक्शन नहीं होगा डायाफ्राम में कोई भी सापेक्ष विस्थापन तो डायाफ्राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है विशेष रूप से डायाफ्राम की कठोरता और बाकी दीवारों के साथ इसका संबंध तो आपका प्रश्न इस बारे में है कि हम किस दिशा में इन प्लेन कठोरता के बारे में बात कर रहे हैं तो यह क्षैतिज विमान है तो हम कहते हैं कि आप एक प्रबलित कंक्रीट डायाफ्राम प्रबलित कंक्रीट स्लैब सही है यह प्रबलित कंक्रीट स्लैब हम रुचि रखते हैं कि इसकी इन प्लेन कठोरता क्या है इसकी इन प्लेन विकृति क्या है यदि आपने हमें इमारती लकड़ी की छत या स्टील की जोरदार छत कहा है लेकिन अगर इन प्लेन विकृति के खिलाफ लटकी नहीं है तो आपके पास एक लचीली प्रणाली होगी आपके पास एक बहुत ही लचीली प्रणाली होगी क्योंकि विमान में विकृतियाँ हैं यदि प्लेन प्लेन कम हो जाते हैं रूखा हो जाता है तो आपको एक कठोर डायफ्राम मिल जाता है जो एक कठोर डायफ्राम की परिभाषा है और एक लचीली डायफ्राम बनाम कठोर डायफ्राम का वर्गीकरण मुख्य रूप से इस बात के आधार पर होता है कि आप कितने सापेक्ष विस्थापन के भीतर हैं अपने विमान में अपने विमान में दाएं ठीक है तो यह वही है जो लोड लोडिंग चिनाई में एक पार्श्व लोड विरोध चिनाई में एकल मंजिला संरचना का क्रुक्स है यदि हम बहु भारित भार वहन करने वाले चिनाई निर्माणों की जांच करने के लिए थे और जब हम भार वहन कहते हैं तो हम सभी दीवारों को भार वहन करने वाली दीवारों की बात कर रहे हैं शायद ही कभी आपके पास दीवारें होंगी जो विभाजन की दीवारें होती हैं लेकिन बिंदु यह है कि अगर कोई दीवार वास्तव में फर्श से छत तक चल रही है तो यह लोड प्रतिरोध प्रणाली का हिस्सा होने जा रहा है इसलिए यदि आपके पास लोड असर निर्माण में विभाजन की दीवारें हैं तो आमतौर पर इन विभाजन की दीवारों को पूरी ऊंचाई तक नहीं ले जाया जाता है एक फ्रेम सिस्टम में इसके विपरीत आप अभी भी एक बल्कि पतली विभाजन दीवार या एक इन्फिल पैनल हो सकते हैं इसलिए एक भार वहन करने वाली बहुस्तरीय चिनाई वाली इमारत में यह ऑर्थोगोनल दीवारों अंत की दीवारों लंबी दीवारों और एक साथ क्रॉस दीवारों की श्रृंखला है जो नेटवर्क का निर्माण करती है जो फर्श डायाफ्राम और छत डायाफ्राम के साथ पार्श्व भार प्रतिरोध प्रदान करने जा रहा है बेशक क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल निचली कहानियों बनाम ऊपरी कहानियों में आधार पर अधिक होने जा रहे हैं आप निचली कहानियों में मोटी दीवारें बनाने जा रहे हैं यह कम हो जाएगा ऊपर जाते ही यह टेंपर करेगा नकारात्मक पक्ष यह है कि अक्सर अगर यह एक कई कहानियाँ हैं तो आपके पास जमीनी कहानी पर एक कम कालीन क्षेत्र होगा ऊपरी कहानियों पर उच्च कालीन क्षेत्र और ऐसी संरचनाओं पर जाने वाली कहानियों की संख्या के आधार पर भारी नींव होगी तो आपके पास मूल रूप से यदि आप एक प्रणाली को देखते हैं यदि आप एक प्रणाली को मुख्य दीवार और क्रॉस दीवार का निर्माण करते हुए देखते हैं यह वह प्रणाली है जो पार्श्व बलों के समानांतर दिशा में कतरनी की दीवारों के रूप में काम करती है और पार्श्व बलों के लंबवत दिशा में समतल दीवार के रूप में कार्य करती है बेशक ऐसे निर्माणों में यह आज समझ में नहीं आता है कि हम लचीला डायाफ्राम प्रदान करेंगे हम प्रबलित कंक्रीट का उपयोग करते हैं और ऐसे निर्माणों में आमतौर पर आप फर्श और स्लैबों में कंक्रीट के फर्श को प्रबलित करते हैं और उनका गठन होता है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है डायाफ्राम कार्रवाई प्रदान करते हैं तो यह दीवारों की यह प्रणाली है जो लंबवत कार्रवाई की दिशा में समानांतर है और कतरनी की दीवारों और फर्श डायाफ्राम के रूप में साथ ही बांड बीम की एक प्रणाली है जिसमें आपके पास प्लिंथ बीम लिंटेल बीम और छत बीम भी हैं जो वास्तव में एक साथ काम कर रहे हैं पार्श्व बलों की स्थिति में संरचना की अभिन्न कार्रवाई के लिए आपके पास सिस्टम की एक और श्रेणी है जहां चिनाई का उपयोग किया जाता है यह भार वहन नहीं करता है इसका मतलब विभाजन के रूप में होता है और ये आमतौर पर फ्रेम का उपयोग करने के भीतर होते हैं तो यह वास्तव में भार वहन करने वाली चिनाई नहीं है सख्त अर्थों में इन infill पैनलों का उपयोग आमतौर पर प्रबलित कंक्रीट के क्षणों में फ्रेम या स्टील के क्षणों का विरोध करने वाले फ़्रेमों के लिए किया जाता है और इन्हें कार्यात्मक विभाजनों के रूप में माना जाता है पहली जगह में संरचनात्मक तत्वों की कल्पना नहीं की जाती है हालाँकि चूंकि ईंट चिनाई वाली दीवार पैनल विमान की दिशा में कड़ी होती हैं इसलिए ये एक बार कतरनी की दीवारों के रूप में व्यवहार करने लगते हैं जब वे फ़्रेमिंग तत्वों के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं इसलिए जब हमारे पास फ़्रेमिंग तत्व होते हैं जो बीम और कॉलम होते हैं और आपके पास विभाजन की दीवारें होती हैं तो बहुत कम अंतराल होता है जो इन पैनल और फ्रेम के बीच डिज़ाइन और छोड़ दिया जाता है जब पार्श्व कार्रवाई होती है तो फ्रेम के विरूपण के कारण आपके पास पैनल के बीच इंटरैक्शन होगा इन्फिल पैनल जो एक गैर संरचनात्मक तत्व के रूप में कल्पना की जाती है और पल प्रतिरोध फ्रेम जो पार्श्व लोड प्रतिरोध तत्व के रूप में कल्पना की जाती है और यह इंटरैक्शन समस्याग्रस्त हो सकता है और इन्फिल पैनल पर अनुभाग में हम देखेंगे कि इस इंटरैक्शन की प्रासंगिकता क्या है और आप इस तरह के इस तरह के इंटरैक्शन के अवांछनीय प्रभावों के खिलाफ कैसे डिजाइन करते हैं तो फ़्रेम इनफ़िल इंटरैक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जो निश्चित रूप से आज पर्याप्त शोध फ़ोकस प्राप्त करता है ठीक है तो इसके साथ आपको अब यह समझना चाहिए कि भार वहन करने वाली चिनाई वाली इमारत में वैश्विक व्यवहार वांछनीय वैश्विक व्यवहार क्या है इस स्तर पर मुझे लगता है कि चिनाई के वर्गीकरण की जांच करने का सही समय है अपने घटकों से सही तरीके से चिनाई में आपके पास विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के लिए इसलिए इकाइयों की जांच शुरू करने के लिए बेशक चिनाई वाली इकाइयां हमने पिछले व्याख्यान में कुछ ऐतिहासिक निर्माणों को देखा है जो सहस्राब्दी के आसपास रहे हैं इसलिए मैं इन्हें प्राचीन चिनाई इकाइयों निर्माण इकाइयों और आधुनिक चिनाई वाली निर्माण इकाइयों के रूप में वर्गीकृत करूँगा इसलिए यादृच्छिक मलबे ब्लॉक एक ऐसी चीज है जो बहुत लंबे समय से आसपास है आज भी इसका उपयोग किया जाता है हम अभी भी यादृच्छिक मलबे निर्माण का उपयोग आमतौर पर नींव के लिए करते हैं संरचनाओं को बनाए रखने के लिए हालांकि यादृच्छिक मलबे निर्माण की अखंडता के साथ मुद्दे हैं जिन्हें पत्थरों और इसी तरह की विशिष्ट विशेषताओं के साथ दूर किया जा सकता है तो यादृच्छिक मलबे निर्माण एक प्रकार का निर्माण है जहां जिस इकाई का हम उल्लेख कर रहे हैं वह एक यादृच्छिक ब्लॉक है यह आकार नहीं है यह आकार नहीं है और यह अक्सर केवल बाहरी सतह है जिस पर काम किया जाता है इसलिए हमारे पास बाहरी पर एक कट सतह है लेकिन इंटीरियर के साथ कोई भी वास्तव में चिंतित नहीं है कि इस तरह के निर्माण का आकार क्या है नकारात्मक पक्ष यह होगा कि आपके पास मोर्टार या छोटी इकाइयों से भरे जाने के लिए बड़े शून्यता होंगे और यादृच्छिक मलबे ब्लॉकों का उपयोग करके पूरे निर्माण के लिए एक अनौपचारिकता है यदि आप निर्माण के लिए पूर्व में उपयोग किए जा रहे पत्थर का निर्माण कर रहे हैं तो आपको यह कटौती करनी होगी वे आकार के आकार में वर्गाकार कट या आयताकार हैं जो श्रम के स्थल पर परिवहन के लिए संभाले जा सकते हैं और वे अर्द्ध तैयार या भारी हो सकते हैं पत्थर विशेष रूप से बाहरी सतहों इसलिए वे उस पत्थर को खत्म करने के लिए मोटे तौर पर तैयार हो सकते हैं जो पत्थर को काट देगा या काट भी देगा और अच्छी तरह से पत्थर को कृत्रिम रूप देने के लिए तैयार किया जाएगा सूर्य की सूखी ईंटें इकाइयों की पहली श्रेणी थीं ये मॉड्यूलर थीं यानी इकाइयों की लंबाई चौड़ाई और इकाइयों की मोटाई के बीच अनुपात था कई प्राचीन सभ्यताओं में स्पष्टता दिखाई देती है हालाँकि वे लगभग धूप में सूख चुके थे तो यह सामग्री के साथ संयुक्त कीचड़ था लेकिन धूप में सुखाया गया फायर की गई मिट्टी की ईंटों का आगमन सूरज के सूखे ईंटों के प्रचलन के बाद हुआ था बल्कि लंबे समय तक फायर किए गए मिट्टी की ईंटें कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम आज तक इस्तेमाल करते हैं निश्चित रूप से फायर किए गए मिट्टी के ईंटों से एक समस्या है एक पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य हम topsoil का उपयोग करते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण में गिरावट है जो आज स्वीकार्य नहीं है और उन्हें बहुत अधिक तापमान पर निकाल दिया जाता है जिसका अर्थ है कि इन ईंटों के निर्माण में सन्निहित ऊर्जा अधिक है इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से फायर की गई मिट्टी की ईंटें हालांकि आप उन्हें देखते हैं कि हम आज एक ऐसे मार्ग पर हैं जहां वर्षों में हम कम मिट्टी वाली ईंटों और ईंटों की कम ईंटों को देखेंगे हम केवल मरम्मत के कामों के लिए ही मिट्टी वाली ईंटों का उपयोग कर रहे होंगे मौजूदा इमारतें लेकिन जरूरी नहीं कि फायर हुई मिट्टी की ईंटों से नई इमारतें बनाई जाएं लेकिन फेयर की गई मिट्टी की ईंटों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है दो प्रकार के वायर कट ईंटों में जो मूल रूप से एक्सट्रूडेड होते हैं सांचे को फेंटने के बाद मोल्ड कठोर मिट्टी होता है एक्सट्रूड होता है और वे कट जाते हैं तो आपको बहुत स्थिर ज्यामितीय विन्यास मिलते हैं हालाँकि आपके पास frog नहीं होगा जो अवसाद है जो आम तौर पर शीर्ष सतह पर मौजूद होता है जो मोर्टार निर्माण के साथ साथ एक इंटरलॉकिंग परत बनाने में मदद करता है तो वायर कट ईंटों में यूनिट के शीर्ष पर उभरा अवसाद द्वारा बनाई गई इंटरलॉकिंग नहीं होने का नकारात्मक पहलू है यह ढाला ईंटों के विपरीत है ढाला ईंटें आमतौर पर गुणवत्ता में खराब होती हैं दोनों में कटौती की गई ईंटों की तुलना में ताकत और स्थायित्व के मामले में हालाँकि आप कर सकते हैं मोल्डिंग प्रक्रिया में ही frog का निर्माण होता है जो कुछ ऐसा होता है जो अच्छा इंटरलॉकिंग प्रदान करता है पानी के अवशोषण के संदर्भ में वायर कट ईंटों और ढाला ईंटों के बीच भी अंतर होता है आमतौर पर मोल्ड की गई ईंटें अपने वजन से 10 से 15 से 20 प्रतिशत के क्रम में बहुत अधिक पानी अवशोषित करती हैं जबकि वायर कट ईंटें आमतौर पर बहुत अधिक अवशोषित होती हैं कम और यह मोर्टार के साथ आसंजन के संदर्भ में समस्याएं पैदा कर सकता है और यह कि हम कुछ जांच करेंगे जब हम चिनाई की ताकत और मापदंडों को देखना शुरू करते हैं जो चिनाई की ताकत को प्रभावित करते हैं एक बिंदु जो मैं इस मोड़ पर बनाना चाहता हूं वह यह है कि हम भी कुछ पारंपरिक चिनाई निर्माण प्रकारों की जांच कर रहे हैं हालाँकि बहुत सारे निर्माण हैं जिन्हें पृथ्वी निर्माण कहा जाता है जो पूरी तरह से पृथ्वी से बाहर है एडोब कंस्ट्रक्शन मलबे और डब निर्माण जहाँ यह पृथ्वी और संरचनात्मक लकड़ी है जिसका उपयोग किया जाता है ये चिनाई के निर्माण के रूप में योग्य नहीं हैं शब्द चिनाई मुझे लगता है कि इस तथ्य की सराहना करना महत्वपूर्ण है कि हम उन इकाइयों की बात कर रहे हैं जो संरचनात्मक घटक और संरचनात्मक प्रणाली बनाने के लिए बनाए गए हैं इसलिए चिनाई हालांकि चिनाई कीचड़ ब्लॉकों का उपयोग करती है ये फिर से ब्लॉक हैं जो एक दीवार बनाने के लिए एक साथ रखे जाते हैं लेकिन पृथ्वी निर्माण चिनाई संरचनाओं के वर्गीकरण के तहत योग्य नहीं होंगे चिनाई इकाइयों के साथ जारी है लेकिन आधुनिक चिनाई वाली इकाइयां आपके पास सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक हैं जो आज बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं आप कर सकते हैं आप उन शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है उन मजबूती में एकरूपता जो आपको मिट्टी मिट्टी की ईंटों से नहीं मिलती हैं आपको होना चाहिए इसे प्राप्त करने में सक्षम है लेकिन एकरूपता प्राप्त करने में एक शारीरिक चुनौती है सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक आपको दे सकते हैं कि अगर मिश्रण अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और निष्पादन चरण में गुणवत्ता नियंत्रण है हम खोखले कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग करते हैं और साथ ही खोखले कंक्रीट ब्लॉक बेहद उपयोगी होते हैं जब आप चिनाई को सुदृढ़ करना चाहते हैं या जब आप चिनाई को दीवारों के रूप में या लिंटेल बीम फर्श प्रबलित फर्श या खुद बीम के रूप में सुदृढ़ करना चाहते हैं इसलिए खोखले कंक्रीट ब्लॉक फिर से एक श्रेणी है जो आज बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है दोनों गैर संरचनात्मक अनुप्रयोगों जैसे विभाजन की दीवारों और संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए सलिए यदि कोई खोखले ब्लॉकों की खरीद कर रहा है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह किस लिए बनाया गया है क्योंकि यदि यह गैर संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया है तो इन ब्लॉकों की ताकत बहुत कम होगी जबकि अगर यह संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए निर्मित होता है तो आमतौर पर संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले खोखले कंक्रीट ब्लॉकों के लिए 7 MPa या उच्चतर के आदेश की एक संपीड़ित ताकत होगी आपके पास एक और श्रेणी है जिसे वातित आटोक्लेव्ड ब्लॉक एएसी कंक्रीट ब्लॉक कहा जाता है अब ये बड़े आकार के ब्लॉक हैं लेकिन वे आटोक्लेव में एक ऑटोक्लेव प्रक्रिया द्वारा ठीक हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं और यह पूरे ब्लॉक को एक निश्चित चमक प्रदान करता है क्योंकि ठीक छिद्र उत्पन्न होते हैं इलाज की प्रक्रिया के कारण और ये सामान्य रूप से गैर संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं इनका उपयोग इन्फिल की दीवारों विभाजन की दीवारों और इन्फिल की दीवारों के लिए किया जाता है फ्लाई ऐश ईंटें लोकप्रिय हैं वास्तव में भारत में जारी पर्यावरण और वन नियमन मंत्रालय है कि यदि आप एक थर्मल प्लांट के सौ किलोमीटर के दायरे में एक इमारत का निर्माण कर रहे हैं तो आपको इसके बजाय फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करना होगा निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों की इसलिए आईआईटी मद्रास में हुए विशाल विस्तार ने हॉस्टल और अन्य सभी निर्माणों में जानबूझकर फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग किया है तो फ्लाई ऐश इकाइयाँ उपलब्ध हैं फिर से आपको इस बारे में सावधान रहना होगा कि क्या यह गैर संरचनात्मक उपयोग या संरचनात्मक उपयोग के लिए है क्योंकि फ्लाई ऐश इकाइयों में उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करना फिर से चुनौतीपूर्ण है जब तक कि फ्लाई ऐश सीमेंट कंक्रीट के लिए एक प्रतिस्थापन नहीं है तो आप ताकत हासिल करने के लिए फ्लाई ऐश की कुछ मात्रा के साथ सीमेंट कंक्रीट में एक प्रतिस्थापन कर सकते हैं लेकिन अगर यह महत्वपूर्ण रूप से फ्लाई ऐश है तो ताकत से समझौता किया जाता है जहां तक निकाल मिट्टी इकाइयों का संबंध है आपके पास छिद्रित मिट्टी इकाइयों और इस छिद्रित मिट्टी इकाइयों के रूप में संदर्भित हैं तो आप उन छिद्रों को देखते हैं तो अगर आप इस तरह के ब्लॉक बनाम खोखले ब्लॉक के उद्घाटन के प्रतिशत को देखते हैं तो 25 से 30 प्रतिशत के ऑर्डर के उद्घाटन का प्रतिशत यह एक खोखले ब्लॉक और छिद्रित ब्लॉक के बीच का अंतर है ये छिद्र या तो थर्मल इन्सुलेशन प्रदान करने या सुदृढीकरण प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं लेकिन ये वेध हैं और इन्हें खोखले ब्लॉक निर्माणों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए दोनों खोखले मिट्टी ईंट निकाल दिया मिट्टी ईंट और छिद्रित निकाल मिट्टी मिट्टी ईंट उपयोगी संरचनात्मक उद्देश्य हो सकता है फिर से पदनाम की जाँच करनी है कि क्या यह संरचनात्मक या गैर संरचनात्मक है खोखले निकाल दिए गए मिट्टी के ब्लॉक प्रबलित चिनाई निर्माण इकाइयों के रूप में पसंद किए जाते हैं मोर्टार बेशक यह फिर से एक बड़ा स्पेक्ट्रम है हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपनी ताकत और स्थायित्व की विशेषताओं को समझने में मोर्टार पर विशेष रूप से काम करते हैं ऐतिहासिक निर्माणों में निर्माण में गीली मिट्टी मोर्टार प्रमुख था यह रचना का स्थान है जो जगह जगह और घटकों में भिन्न हो सकता है तो यह दुनिया भर में बहुत गैर समान है और पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर करता है जो इस क्षेत्र में मोर्टार में एडिटिव्स के संदर्भ में था अन्य किस्म चूना मोर्टार है जिसे चूने के साथ बनाया जाता है और यह आज के समय में बहुत कम है सभी चूना सीमेंट उद्योग में जाता है मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि क्लिंकर सीमेंट निर्माण प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और नई इमारतों के निर्माण के लिए हम आज चूने का उपयोग नहीं करते हैं इसके अलावा लंबे समय तक स्थापित करने और सख्त समय की चुनौती के कारण चूने के मोर्टार को सीमेंट के मुकाबले की आवश्यकता होती है जो कि एक तेज़ सेटिंग तेज़ सख्त सामग्री है इसलिए आपके मौजूदा भवनों में से अधिकांश में चूना मोर्टार यदि आप आकलन करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी मोर्टार या चूना मोर्टार या दो के संयोजन के साथ कई मामलों में बनाई गई है जहां कीचड़ एक पॉज़्नोलेनिक के रूप में कार्य करती है मोर्टार के लिए इसलिए आपके मौजूदा भवनों में से अधिकांश में चूना मोर्टार यदि आप आकलन करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी मोर्टार या चूना मोर्टार या दो के संयोजन के साथ कई मामलों में बनाई गई है जहां कीचड़ एक पॉज़्नोलेनिक के रूप में कार्य करती है मोर्टार के लिए योगशील सीमेंट मोर्टार का उपयोग हम चिनाई के निर्माण के लिए आज बहुत मानक रूप में करते हैं हम एक महत्वपूर्ण पहलू को छूएंगे जो कि आज हमें सामना करना है और जो कमजोर सीमेंट की अनुपलब्धता है विरोधाभास की तरह लग सकता है आपको कमजोर सीमेंट की आवश्यकता क्यों होगी कुछ दशक पहले हमारे पास 33 ग्रेड सीमेंट था फिर हम 43 ग्रेड पर चले गए आज आप केवल 53 ग्रेड सीमेंट प्राप्त कर सकते हैं और समस्या यह है कि मोर्टार जो आप इसे बनाते हैं यह तीन मोर्टार में एक हो सकता है एक में चार मोर्टार अनुपात पांच में से एक छह में एक लेकिन हमारे पास आज जो बड़ी चुनौती है वह मोर्टार की ताकत को इकाई की ताकत से कम रख रही है क्योंकि बाजार में सबसे अधिक बार आपको इकाइयाँ मिलती हैं जो 5 एमपीए के क्रम की ताकत की होती हैं लगभग 15 20 एमपीए संभावना है कि आपका मोर्टार यूनिट की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है और मजबूत मोर्टार कमजोर इकाई का यह संयोजन गुरुत्वाकर्षण के तहत और पार्श्व बलों के तहत व्यवहार में एक समस्या हो सकती है तो यह कुछ ऐसा है जो हम अपने अध्ययन में इस बात पर बल देंगे कि कमजोर मोर्टार मजबूत मोर्टार कमजोर इकाई और इसके विपरीत के संयोजन के कारण चिनाई स्तर में मैंने इसे मोर्टार के तहत वर्गीकृत किया है लेकिन हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि कुछ निर्माण मोर्टार का उपयोग नहीं करेंगे उन्होंने सूखी स्टैक निर्माण के रूप में संदर्भित किया वे ईंट चिनाई निर्माण में नहीं होते हैं वे केवल पत्थर की चिनाई के निर्माण में होते हैं और जहां इकाइयों के आकार के संदर्भ में अनौपचारिकता आपको सभी अंतरालों को समाप्त करने की संभावना देती है और या तो सभी अंतरालों को खत्म करने या पत्थर के ब्लॉक को इतनी अच्छी तरह से काटते हैं कि आप उन्हें एक दूसरे पर रख सकते हैं और एक पेपर पतला जोड़ होता है जो बनता है क्योंकि किसी भी तरह से आप ऐसी दीवारों के माध्यम से नमी को नष्ट नहीं कर सकते तो अगर यह एक संरचना है जिसका उपयोग किया जा रहा है तो सूखा स्टैक निर्माण मूल रूप से नश्वर निर्माण है आज हमारे पास उच्च शक्ति वाले मोर्टार और उच्च शक्ति वाले मोर्टार मुख्य रूप से बने हैं क्योंकि आपको बिस्तर के जोड़ों में सुदृढीकरण का परिचय देना पड़ सकता है और आपको सुदृढीकरण के लिए जंग संरक्षण की आवश्यकता होती है इसलिए यदि आप सुदृढीकरण के लिए कवर कंक्रीट प्रदान करने की आवश्यकता के मानक सोच से जाना चाहते हैं तो आपके पास मोर्टार मोटाई होगी जो इकाई मोटाई के बराबर है यह चिनाई की ताकत से समझौता करेगा ताकि कुछ ऐसा हो जो हम जांच कर रहे हैं कि मोर्टार संयुक्त कम मोटा चिनाई की ताकत होगी इसलिए चिनाई की अच्छी ताकत हासिल करने के लिए पहली चीजों में से एक है जो जोड़ों की मोटाई को कम करना है और इस मामले में आपको संयुक्त में स्टील सुदृढीकरण लगाने और इसे से बचाने के लिए जुड़वां समस्या है तो पतली अल्ट्रा पतली मजबूत मोर्टार के पूरे परिवार को आज विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि जोड़ों को पतला रखने की इस आवश्यकता का ध्यान रखा जा सके लेकिन स्टील सुदृढीकरण को पर्याप्त सुरक्षा दी जा सके यदि मैं अब पाठ्यक्रम से इकाइयों चिनाई इकाइयों और मोर्टार जो विधानसभा के घटक हैं चिनाई के संयोजन से आगे बढ़ते हैं मौजूदा चिनाई वाले कई निर्माणों में अघोषित चिनाई का उपयोग किया गया है रैंडम मलबे का निर्माण एक अनियंत्रित चिनाई निर्माण दीवार निर्माण में से एक है जहां दोनों ऊंचाई में और क्रॉस सेक्शन में आपको एक पैटर्न नहीं दिखाई देगा यह पूरी तरह से नियमित पाठ्यक्रम से मुक्त है और जैसा कि मैंने कहा पूरे निर्माण के लिए एक निश्चित यादृच्छिकता है जब आप महत्वपूर्ण पार्श्व बल रखते हैं तो यह एक चुनौतीपूर्ण टाइपोलॉजी है जैसा कि मैंने कहा बेतरतीब मलबे का निर्माण जहाँ जोड़ों को छोटी इकाइयों के साथ मिटाया जाता है आप यहाँ जो छोटी इकाइयाँ बैठी हैं वे छोटे टुकड़े जो यहाँ बैठे हैं उन्हें बीच में ही गिरा दिया जाता है इन निर्माणों की आवश्यकता होती है संभवतः बहुत अधिक आवश्यकता होती है उन्हें बनाने के लिए धैर्य रखें लेकिन वेजिंग वास्तव में पूरी दीवार को स्थिरता प्रदान करती है और यह एक और लोकप्रिय ऐतिहासिक निर्माण टाइपोलॉजी है और फिर निश्चित रूप से यहां तक कि सूखी स्टैक निर्माणों में आप देखेंगे कि यह कैसा है यह आम तौर पर नि शुल्क है क्योंकि सूखी स्टैकिंग अलग आकार के साथ होती है ब्लॉक इंटरलॉकिंग बना सकते हैं आपके पास यह सब एक साथ रखने के लिए मोर्टार नहीं है तो आप इस तरह की एक इकाई को देख सकते हैं या इस तरह की इकाई वास्तव में पूरे सिस्टम में इंटरलॉकिंग प्रदान कर रही है तो यह है यह एक पहेली की तरह है और यह एक साथ आयोजित किया जाता है आपका सवाल था कि क्या वेज छोटे पत्थरों के साथ या बिना मोर्टार के साथ यादृच्छिक मलबे निर्माण या यादृच्छिक मलबे थे आपको सभी किस्में मिलती हैं सख्ती से बोलते हैं लेकिन आप एक मलबे के साथ एक यादृच्छिक मलबे निर्माण मोर्टार को कम कर सकते हैं आप इसे मोर्टार के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप आधुनिक निर्माणों में आंगन की चिनाई की पूरी अवधारणा के लिए आते हैं और एक पैटर्न है तो आप निश्चित रूप से सामग्री में अपने पहले के वर्गों में सीख सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चिनाई वाले जोड़ों में एक ऊर्ध्वाधर स्टैगर बनाने में सक्षम होने के लिए और यह ऊर्ध्वाधर स्टैगर सही इंटरलॉकिंग के लिए आवश्यक है इसलिए यह वास्तव में अलग अलग बॉन्ड पैटर्न की आवश्यकता है आप कई बॉन्ड से अवगत हैं फ्लेमिश बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड और इतने पर यहां तक कि रैट ट्रैप बॉन्ड जो कैविटीज़ के लिए अनुमति देता है जिसमें आप सुदृढीकरण डाल सकते हैं या इसे शून्य के रूप में छोड़ सकते हैं एक श्रेणी है जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है ऊर्ध्वाधर स्टैगर प्राप्त किया जाता है इसलिए यदि हम वास्तव में इनमें से किसी को भी देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आप देखेंगे वह यह है कि हासिल की गई ज़िगज़ैग स्टैगर है जो अतिरिक्त कतरनी इंटरफेस प्रदान कर रहा है पार्श्व कार्रवाई के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है तो बॉन्ड पैटर्न के लिए जाने का पूरा विचार जोड़ों में ऊर्ध्वाधर स्टैगर बनाने में सक्षम होना है आपके पास एकल पत्ती निर्माण हैं जो हमने फ्लेमिश बांड और अंग्रेजी बांड के संदर्भ में देखा था एकल पत्ती निर्माण हैं अब ये एकल पत्ती निर्माण पत्थरों के साथ या बिना सामना कर सकते हैं और जब आपको पत्थरों का सामना करना पड़ता है जिसे भी लिबास के रूप में संदर्भित किया जाता है यह एक लिबास होता है यह पतला होता है यह लोड असर निर्माण लोड असर क्रॉस सेक्शन की तुलना में पतला होता है लिबास वास्तव में एक भार वहन करने वाला हिस्सा नहीं है यह केवल एक सजावटी तत्व है आपके पास विभिन्न प्रकार के लिबास हो सकते हैं आप एक चिपकने वाले द्वारा तय किए गए लिबास हो सकते हैं अक्सर आपके पास होगा यदि आप एक पत्थर खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास पत्थर के स्लैब होंगे जो ईंट की चिनाई की दीवार पर उच्च शक्ति वाले चिपकने के साथ फंस गए हैं लेकिन कभी कभी अगर लिबास भारी हो जाता है तो लिबास भारी होने लगता है या लिबास क्रॉस सेक्शन में काफी चौड़ा होता है और चिपकने वाला पर्याप्त नहीं हो सकता है यह वास्तव में गिरने का खतरा बन सकता है यदि यह एक है अगर एक इमारत लंबा है तो यह वास्तव में है गिरो और लोगों को मार डालो तो यह एक महत्वपूर्ण समस्या है तो आपके पास जो बंधा हुआ लिबासिंग कहा जाता है आपके पास धातु के संबंध होंगे जो लंबाई के साथ और ऊंचाई पर नियमित अंतराल पर चलते हैं जिसे आप डिज़ाइन करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि निर्माण की प्रति इकाई लंबाई में कितने संबंध आवश्यक हैं और हां उन मामलों में जहां आपके पास एक आंतरिक लकड़ी खत्म है आपके पास एक हो सकता है जिसे एक संपूर्ण फ्रेम कहा जाता है जो संलग्न है एक फ्रेम जिस पर ईंट का काम बाहरी या इसके विपरीत ईंट खत्म करने के लिए जुड़ा हुआ है यदि आपके पास भार वहन करने वाली ईंट की चिनाई की दीवार पर इंटीरियर पर एक लकड़ी का काम है आपके पास एक लकड़ी का फ्रेम होगा जिस पर लकड़ी की शीथिंग या लकड़ी का फिनिश प्रदान किया जाता है इसलिए आपके पास एक समान बंधे हुए लिबास हो सकते हैं लेकिन आपके पास स्टड हैं जो तब सदस्य के बीच होते हैं जो लोड के बीच स्थानांतरण करते हैं मूल रूप से लोड असर तत्व पर लिबास रखते हैं इन सभी टाइपोलॉजी की जांच करते समय मुझे लगता है कि दो टाइपोलॉजी को इंगित करना महत्वपूर्ण है जो आप मौजूदा इमारतों में आएंगे हम आज उन्हें इस तरह से डिजाइन नहीं करते हैं एक गंभीर समस्या है जहाँ तक इन निर्माणों के पार्श्व भार प्रतिरोध का संबंध है आप दो पत्ती वाले निर्माण और बहु पत्ती निर्माण को देखते हैं ये दो पत्ती निर्माण आप उन्हें दो पत्तों के रूप में भी कल्पना कर सकते हैं जो इन्सुलेशन के लिए बनाए गए बीच में एक वायु गुहा के साथ हैं लेकिन दो पत्ती भी एक अन्य दृष्टिकोण से व्याख्या है जो एक क्षण में दिखाई देगी अब यदि आपके पास यादृच्छिक मलबे का निर्माण सही है यदि आपके पास यादृच्छिक मलबे का निर्माण है और ऊँचाई कुछ इस तरह दिखती है आपके पास उन ब्लॉकों की सामने की सतह है जो कपड़े पहने हुए हैं अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए हैं कटे हुए और कपड़े पहने हुए हैं लेकिन अगर आपको देखना है क्रॉस सेक्शन यदि आप किसी भी स्तर पर योजना को देखते हैं तो आपको क्रॉस सेक्शन में एक नियमितता नहीं दिखती है और यहाँ इसे दो पत्ती की चिनाई के रूप में संदर्भित किया जा रहा है क्योंकि मैं वास्तव में देख सकता हूँ कि ये दोनों कर सकते हैं अलग जब भारी गुरुत्वाकर्षण बल खुद या पार्श्व झटकों के तहत होते हैं तो ये दो पत्तियों के रूप में नहीं होते हैं लेकिन दो पत्ते बन सकते हैं एक समस्या है यही कारण है कि आज जब यादृच्छिक मलबे के चिनाई निर्माण नींव के लिए अपनाया जा रहा है या किसी भी संरचनात्मक उपयोग की आवश्यकता है पत्थरों के माध्यम से यह दिया जाना चाहिए कि आपके पास क्रॉस सेक्शन के पूरे मोटाई के पार एक पत्थर या एक क्रॉस स्टोन है तो यह एक टाइपोलॉजी है जो किसी समस्या को ठीक कर सकती है लेकिन मौजूदा चिनाई वाले निर्माणों में बहुत प्रचलित है समस्या यह है कि जब आपके पास पार्श्व कार्यों के तहत इस तरह की एक असंतोष है या यहां तक कि समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के तहत तो आप दीवार के एक पत्ते की उभड़ा हुआ हो सकते हैं और विशेष रूप से मामूली झटकों जमीन के झटकों के दौरान ढहने की चपेट में आ सकते हैं अब समस्या यह है कि यदि आप चिनाई के क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं तो लोड असर वाली दीवार की आप सराहना करेंगे कि क्रॉस सेक्शन में आपके पास जोड़ों का स्टैगर होना चाहिए यदि जोड़ों के स्टैगर को दो पत्ती प्रणाली में विभाजित करने के लिए प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है तो इस मामले में इस मामले में कहीं अधिक आसान है जैसा कि एक ऐसे मामले के खिलाफ है जिसमें आघात होता है जो स्टैगर सुनिश्चित करता है इसलिए बनावट जब हम कहते हैं जब हम बनावट की बात करते हैं तो शब्द बनावट यहां शब्द बनावट यहां मूल रूप से जोड़ों की ज्यामिति की गुणवत्ता है जोड़ों को कैसे रखा जाता है जोड़ों को कैसे बनाया जाता है क्या आप सोच रहे हैं कि ये जोड़ कैसे हैं या आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जोड़ कैसे हैं तो यह निर्धारित करता है कि चिनाई की बनावट क्या है और यह वास्तव में चिनाई में क्रॉस सेक्शन में कम से कम प्रतिरोध का रास्ता या दरार के प्रसार और अखंडता के नुकसान का मार्ग निर्धारित करता है अन्य जानवर जो बहु पत्ती निर्माण के रूप में संदर्भित किया जाता है पर विचार करने के लिए है और यह आमतौर पर तीन पत्ती निर्माण है जहां यह विशेष छवि जिसे आप यहां बोरी की दीवार के रूप में संदर्भित करते हैं एक टाइपोलॉजी है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर चिनाई के निर्माण में किया जाता है आप कर सकते हैं किले की दीवारों को देखें आप मंदिर के गोपुरम प्रवेश द्वार को देख सकते हैं इनमें से अधिकांश ऐतिहासिक विशाल ऐतिहासिक निर्माण हैं जो एक बोरी की दीवार की अवधारणा का उपयोग करके इस तरह से निर्मित किए गए हैं जहां बाहरी दो पत्तियां बाहरी दो पत्तियां पतली हैं वे क्रॉस सेक्शन का दसवां हिस्सा होगा या अधिक थोड़ा और अधिक वे एक निश्चित ऊँचाई घटिया सामग्री यादृच्छिक मलबे सूरज के नीचे सब कुछ टूटी हुई ईंटों के लिए उठाए गए हैं इस विचार का एक बड़ा क्रॉस सेक्शन होना था लेकिन पूरे क्रॉस सेक्शन में एक ही सामग्री का उपयोग करना अनौपचारिक था वे बाहरी होंगे और संगमरमर या किसी अन्य अच्छी सामग्री ग्रेनाइट या जो भी हो अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ आंतरिक सामना करना पड़ रहा है जबकि आंतरिक कोर खराब सामग्री से प्रभावित है इसलिए यह तब कार्य करता है जब आपने इसका निर्माण किया था एक क्रॉस सेक्शन के रूप में कार्य करता है लेकिन इन परतों को अलग करने की प्रवृत्ति है जब तक कि इंटरलॉकिंग प्रदान नहीं किया गया है या जब तक कि पत्थरों के माध्यम से कुछ वास्तव में प्रदान नहीं किया गया है लेकिन अगर यह एक बहुत बड़े पैमाने पर दीवार पार अनुभाग है तो पत्थरों के माध्यम से आपको इतने लंबे ब्लॉक नहीं मिल सकते हैं ऐसी स्थितियों में इंटरलॉकिंग से मदद मिल सकती है जहां बाहरी पत्ती के पाठ्यक्रमों में वास्तव में ज़िगज़ैग व्यवस्था होती है एक ज़िगज़ैग व्यवस्था करने की घोषणा की जाती है जो चित्र आप दाईं ओर देखते हैं वह मंदिर की पूर्व भित्ति की दीवार है बाहरी मंदिर की पूर्वनिर्मित दीवार चोल काल तो हम कम से कम एक हजार साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं आप वास्तव में देख सकते हैं वह पत्थर की चिनाई है तो वह बाहरी दो पत्तियां हैं और बीच में आप सभी प्रकार के चूने और टूटी हुई एग्रीगेट और टूटी हुई ईंटें पत्थर के टूटे हुए टुकड़े और इतने पर देखते हैं तो तीन पत्ती की चिनाई समस्या है यह एक ऐसी प्रणाली के रूप में जांच की जा सकती है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो क्रॉस सेक्शन में अलग अलग विकृति हो इसलिए यदि आप इस क्रॉस सेक्शन को लेते हैं तो बाहरी पत्तियां मजबूत स्टिफ़र सामग्री से बनी होती हैं हाँ आप मेरे साथ सहमत होंगे जैसे स्टोन कोर स्टोन जबकि आंतरिक कोर नरम सामग्री से बना है क्योंकि आपको बहुत अधिक मोर्टार मिला है और आपको शायद कीचड़ मिला और वह सब कुछ जो आप सोच सकते हैं तो बाहरी पत्तियों की कठोरता और ताकत की तुलना में कोर की कठोरता और ताकत कहीं कम है जब यह गुरुत्वाकर्षण बलों के अधीन होता है तो यह एक अनिश्चित समस्या की तरह होता है जहां निचले कड़ेपन के कारण आंतरिक कोर बाहरी पत्तियों की तुलना में निचले तनावों के अधीन होता है जो लोच के उच्च कठोरता मॉडल के कारण उच्च तनाव के अधीन होते हैं इसलिए आपके पास गैर समान लोडिंग है जो इस तरह के क्रॉस सेक्शन पर आएगी और समस्या समय के साथ आंतरिक कोर बिगड़ती जा रही है और लोड को केवल बाहरी पत्तियों द्वारा ही ले जाया जा सकता है तो अगर बाहरी पत्तियां सभी भार को ले जा रही हैं जो कि पूरे क्रॉस सेक्शन को मूल रूप से ले जाने के लिए था तो आपके पास एक पतला दीवार प्रणाली है जो बहुत भारी कंप्रेसिव फोर्स ले जा रही है ऐसी प्रणालियों में अचानक भंगुर विफलताएं हो सकती हैं तो यह एक टाइपोलॉजी है जिसे ध्यान से माना जाता है पाठ्यक्रम के विभिन्न संरचनात्मक घटकों के संदर्भ में चिनाई लोड असर वाली दीवारें एक पहला तत्व है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए आपके पास कॉलम और पायलट भी हैं कॉलम और पायलटों के बीच अंतर यह है कि कॉलम एक एकल फ्रीस्टैंडिंग तत्व है जो बाकी संरचनात्मक प्रणाली से जुड़ा है एक पायलट वह जगह है जहाँ आप दीवार को एक छोटे से नितंब की तरह मोटा करते हैं और मूल रूप से एक दीवार के लिए एक दीवार पार्श्व कठोरता को अतिरिक्त पार्श्व प्रतिरोध प्रदान करने के लिए है इसलिए स्तंभ और पायलट भार वहन करने वाले स्तंभ और पायलट ऐसे अन्य तत्व हैं जिन्हें आपको भार वहन प्रणाली के भाग के रूप में जानना चाहिए चिनाई में बीम्स और लिंटल्स का निर्माण किया जा सकता है लेकिन चूंकि बीम और लिंटल्स फ्लेक्सचर द्वारा हावी होने जा रहे हैं इसलिए आपको उनमें तनाव है इसलिए आप उन्हें निर्माण नहीं कर सकते हैं यदि वे फ्लैट हैं तो आप उन्हें प्रबलित चिनाई का उपयोग करके निर्माण नहीं कर सकते हैं जिन्हें आपको सुदृढ़ करना होगा इसलिए जब आप उन्हें मजबूत बनाते हैं तो या तो बिस्तर के जोड़ों में सुदृढीकरण के साथ या चिनाई के बीच गुहाओं में या एक जेब में जो एक शून्य या खोखले इकाइयों का नेतृत्व करके बनाया जाता है का उपयोग किया जाता है आप उन इकाइयों को देख सकते हैं जो इस तरह से संरेखित हैं आप एक निरंतरता प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप टाल सकते हैं और सुदृढीकरण उपलब्ध है आप उन परिस्थितियों को भी देख सकते हैं जहां यू आकार के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है यू आकार के ब्लॉकों का उपयोग किया जाता है क्योंकि तब आप सुदृढीकरण रख सकते हैं और सुदृढीकरण को ग्राउट कर सकते हैं मेरा मतलब है कि सुदृढीकरण के स्थान को सुदृढीकरण को संरक्षण देते हैं जो बीम और लेज़र होंगे